इसलिए हमारी पिछली कक्षा में हम डिमांड पेजिंग के चरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो बस इस बात को याद करने और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसलिए जब पेज फॉल्ट होता है इसलिए जब एक प्रोसेसर एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है और वह विशेष पेज मेमोरी में अनुपस्थित रहता है तो क्या होता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ट्रैप पैदा करता है तो यह ट्रैप प्रोसेसर डिजाइनरों के द्वारा परिभाषित किया गया है तो जब कुछ असाधारण स्थिति होती है तो यह वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करता है कि ठीक है असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है पेज उपलब्ध नहीं है इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में ट्रैप उत्पन्न हो सकता है जैसे पेज फॉल्ट उनमें से एक है और दूसरा डिवाइड बाय जीरो तो इसके जैसे कई मामले हैं जिनमें ट्रैप उत्पन्न हो सकता है तो पहली बात यह है कि कोई ट्रैप तभी उत्पन्न होता है जब कोई अपवाद एक्सेप्शन की स्थिति होती है इसलिए कुछ एक्सेप्शन की सर्विस शुरू की जानी चाहिए इसलिए यह करने के लिए सबसे पहले यूजर्स को रजिस्टर करना होता है और प्रोसेस स्टेट को स्टैक में सेव कियासहेजा जाता है और फिर सिस्टम यह तय करता है कि जो इंटरप्ट या जो अपवाद मिला है वह पेज फॉल्ट है तो उसके बाद यह तय हो जाने के बाद कि यह एक पेज फॉल्ट है तब प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम यह जांच करता है कि पेज रेफरेंस वैध है और डिस्क पर पेज का लोकेशन निर्धारित किया जाता है अब जब कोई पेज अनुपस्थित रहता है या कोई मेमोरी लोकेशन फिजिकल मेमोरी में अनुपस्थित रहता है तो दो स्थितियां हो सकती है एक स्थिति यह है कि प्रोसेस द्वारा उत्पन्न किया गया पेज का एड्रेस सही नहीं है इसलिए यह प्रोसेस के एड्रेस स्पेस के बाहर है तो परिणामस्वरुप यह एक त्रुटि है अन्य संभावना यह है कि यदि रिफरेंस वैध है लेकिन पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है तो सबसे पहले यह जांच कर लेना चाहिए कि यह एड्रेस प्रोसेस की एड्रेस रेंज में है या नहीं तो यह किया जाता है और यह जांच किया जाता है कि रेफरेंस वैध है या नहीं यदि अंतर वैध है तो यह डिस्क पर पेज का स्थान निर्धारित करने का प्रयास करता है क्योंकि अब पेज स्वैप स्पेस में उपलब्ध होता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेशन का पता लगाने या स्वैप स्पेस सेक्टर नंबर का पता लगाने की कोशिश करता है जहां यह विशेष पेज वर्तमान रहता है और जब एक बार यह पता चल जाता है कि सेक्टर एड्रेस निर्धारित हो गया है तो यह डिस्क से फ्री फ्रेम के लिए एक रीड IO जारी करता है अब एक ऐसी स्थिति हो सकती है जैसे कि मेमोरी में कुछ फ्री फ्रेम हो सकते हैं तो तदनुसार यह एक फ्री फ्रेम निर्धारित करेगा और फिर यह फ्री फ्रेम निर्धारित करने के बाद होगा तो यह IO ऑपरेशन को पूरा करने तक डिस्क की प्रतीक्षा करेगा ताकि यह पेज स्वैप स्पेस से फ्री फ्रेम में स्थानांतरित किया जा सकता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वह प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए यह इस डिवाइस के लिए एक क्यू में प्रतिक्षा करेगा जब तक की रीड रिक्वेस्ट की सर्विस नहीं हो जाती है इसलिए और इस तरह से यह रीड रिक्वेस्ट के खत्म होने का इंतजार करेगा और जैसे हमें पता है कि यह डाटा ट्रांसफर कुछ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर साधन जैसे डीएमए कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है इसलिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है लिहाजा इसे रीड रिक्वेस्ट की सर्विस हो जाने तक प्रतिक्षा करना होगा यह डिवाइस सीक और या लेटेंसी टाइम की प्रतीक्षा करता है तो डिस्क हेड को उचित सेक्टर एड्रेस तक जाना होता है और तब केवल उसके लिए इसे कुछ सीक टाइम और लेटेंसी टाइम की आवश्यकता होगी इसलिए हम डिस्क पर चर्चा करते समय इन्हें देखेंगे और इसके बाद शुरू होता है पेज को एक फ्री फ्रेम में स्थानांतरित करना तो यह पूरी चीज आमतौर पर डीएमए कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है और एक बार डीएमए कंट्रोलर जब ट्रांसफर पूर्ण कर लेता है तो यह सीपीयू को सूचित करता है कि ट्रांसफर पूर्ण हो गया है तो हालांकि प्रतिक्षा के दौरान सीपीयू आइडियल रहता है इसलिए यह बेहतर होगा कि सीपीयू को कुछ अन्य यूजर्स या कुछ अन्य प्रोसेस को आवंटित कर दिया जाए तो वही किया जाता है एवं इस तरह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का अस्तित्व सामने आता है और यह सीपीयू में एक्जिक्यूट होने के लिए अगले रेडी जॉब को सेड्यूल करता है और वह प्रोसेस जिससे हमने पेज फॉल्ट उत्पन्न किया वह अब ब्लॉक स्टेट में है इसलिए कुछ समय पश्चात जब डिस्क ट्रांसफर समाप्त हो जाएगा परिणामस्वरूप इसे डिस्क आईओ सबसिस्टमसे एक इंटरप्ट प्राप्त होगा होगा कि आईओ ऑपरेशन खत्म हो गया है और इस प्रकार अब यह प्रोसेस को फिर से बाधित करना पड़ता है जो भी प्रोसेस अभी चालू है तो इसके लिए रजिस्टरों और प्रोसेस स्टेट को सेव करना होगा और फिर डिस्क के लिए इंटरप्ट सर्विस को फिर से चालू करना होगा तो वेस्ट यह निर्धारित करता है कि प्राप्त दिलचस्पी डिस्क से है और तदनुसार इसे डिस्क ट्रांसफर आरंभ करना होता है तदअनुरूप कार्रवाई आरंभ की जाती है तो अब नया एक्शन क्या है अब पेज ट्रांसफर हो गया है तो अब पेज टेबल को अपडेट किया जाएगा तो पहले इस पेज के अनुरूप पेज टेबल प्रविष्टि को अवैध चिन्हित किया गया था अब वह फ्रेम नंबर जिस पर पेज कॉपी किया गया है इसलिए उसे पेज टेबल में नोट किया जाता है और पेज टेबल प्रविष्टि को वैध के रूप में चिन्हित किया जाता है तो यह संशोधित पेज टेबल है एक और टेबल यह दिखाने के लिए है कि पेज अब मेमोरी में है और फिर प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो यह एक ब्लॉक स्टेट में था जब पेज टेबल को संशोधित कर लिया गया है तो प्रोसेस रेडी स्टेट में चला जाता है अब यह संभव है कि कुछ समय बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इस प्रोसेस को फिर से रनिंग के लिए चुनेगा तो जहां तक सीपीयू की बात है तो यह प्रोसेस फिर से सीपीयू आवंटन के लिए प्रतीक्षारत रहेगा और तब यह प्रोसेस पुनः आरंभ होता है तो इसे पुनर्स्थापित करने से पहले यूजर को प्रोसेस स्टेट तथा नए पेज टेबल को रजिस्टर करता है और उसके बाद ही यह इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू कर सकता है तो आपने यहां देखा कि जब कोई पेज फॉल्ट होता है तब इसके लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है इसलिए स्वाभाविक रूप से जो प्रोसेस उस पेज फॉल्ट का सामना करती है उससे सीपीयू से वापस लेना पड़ता है और यह ब्लॉक स्टेट में चला जाता है और या कुछ समय पश्चात फिर से शुरू होता है तो यह आकलन लगाना की एक प्रोसेस को इस वर्चुअल मेमोरी एनवायरमेंट के मांग में कितना समय लग सकता है तो यह एक प्रश्न है ठीक तो हमारे पास इसका सीधा जवाब नहीं हो सकताक्योंकि यह मालूम नहीं होता है कि कब डिस्क आईओ पूरा हो जाएगा तो यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से हम यह नहीं कह सकते की यह प्रोसेस सब समाप्त होगा इसलिए इस तरह के वर्चुअल मेमोरी इन्वायरमेंट के साथ ए एक बड़ी समस्या है लेकिन ऐसे समय पर यह एक यूजर को एक प्रोग्राम के लिए विशाल लॉजिकल ऐड्रेस स्पेस इस्तेमाल करने की आजादी देता है ठीक तो वह लाभ है जो यह प्रदान करता है इसलिए हम परफॉर्मेंस पर समझौता करते हैं लेकिन आकार तथा अन्य की स्वतंत्रता मिलती है इसलिए इन मेमोरी मैनेजमेंट और अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है तो वे इस वर्चुअल मेमोरी और शायद उसके अधिक जटिल संस्करणों का समर्थन करेंगे अब डिमांड पेजिंग का परफॉर्मेंस क्या है तो 3 प्रमुख गतिविधियां है इंटरप्ट की सर्विस उनमें से एक है तो सावधान कोडिंग का मतलब है कि सर्विसिंग के लिए सिर्फ कुछ 100 निर्देशों की आवश्यकता इसलिए यदि हम यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन सावधानीपूर्वक लिख रहे हैं तब भी यह 100 से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लेगा का अगला भाग पेज रीडिंग है तो यह वास्तव में वह समय है जो इस पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है और इस समग्र समय पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है क्योंकि यह डिस्क से मेमोरी ट्रांसफर है और यहां 2 मुद्दे हैं सबसे पहले की डिस्क कंट्रोलर शायद कई कुछ और कार्यों में व्यस्त हो तो वहां कई और सर्विस अनुरोध है जिसे यह सर्विस कर रहा है ऐसे सर्विस अनुरोध को जो भी इस प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न हुआ है तो वह एक क्यू में होता है तो यह एक समस्या है और दूसरी समस्या यह है कि उसके स्वयं के द्वारा डिस्क एक्सेस मेमोरी एक्सेस अथवा सीपीयू ऑपरेशन के तुलना में बहुत धीमी है क्योंकि डिस्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है इसलिए वह बहुत ज्यादा समय लेता है तो पेज रीडिंग तो यह पूरे ऑपरेशन में सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा है और उसके बाद जब पेज को ट्रांसफर कर लिया गया है प्रोसेस तो फिर से चालू किया जाता है तो फिर से थोड़ा समय लगता है ठीक तो यह इतना बड़ा नहीं है इसलिए यदि हम मानते हैं कि पेज फॉल्ट दर p है तो पी का मान 0 और 1 के बीच हो सकता है तो पी 0 के बराबर इसका मतलब यह है कि कोई पेज फॉल्ट नहीं है और 1 के बराबर p का अर्थ है कि प्रत्येक रेफरेंस पेज फॉल्ट है तो यह पेज फॉल्ट रेट है प्रति पेज प्रति रेफरेंस में कितने पेज फाल्ट हमें मिलते हैं तो 1 के बराबर p तो प्रति रेफरेंस प्रति मेमोरी रेफरेंस के अनुसार एक पेज फॉल्ट है अब इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या है इसलिए यदि कोई पेज फॉल्ट नहीं है तो उस स्थिति में जब पेज मेमोरी में मौजूद है यह 1 माइनस p होगा इसलिए यदि कोई पेज फॉल्ट है तो वह प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम होगा और जिसकी संभावना p है तो यह पेज फॉल्ट ओवरहेड स्वैप पेज आउट प्लस स्वैप पेज है तो वास्तव में ऐसे 3 मामले हैं जिसकी बात हम पिछली चर्चा में कर रहे थे इसलिए मूल रूप से हमने कहा कियह मेमोरी फ्रेम हैं और जब कोई पेज फॉल्ट हुई है तो हम मान लेते हैं कि कुछ फ्रेम फ्री है शायद यह एक फ्री फ्रेम है लेकिन वास्तव में यह हो सकता है कि या फ्री फ्रेम की तलाश में क्या हो सकता है कि हमें यह पता चल सकता है कि कोई भी फ्रेम फ्री नहीं है यद्यपि सारा फ्रेम कुछ वैध पेजों के द्वारा पहले से ही अधिकृत है उस स्थिति में हमें कुछ फ्रेम को फ्री करना होगा ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं यदि सारे पेज पहले से ही अधिकृत है तो शायद हमें एक विशेष पेज का चयन करना होगा और उस पेज को हम स्वैप आउट करते हैं तथा इसे हम डिस्क स्पेस में राइट कर लेते हैं स्वैप स्पेस पर हम इसे राइट कर लेते हैं और फिर इस पेज को क्योंकि फ्री है और फिर हम यहाँ पर आवश्यक पेज को स्वैप करते हैं तो इस तरह से हमें एक पेज स्वैप आउट टाइम और एक पेज स्वैप इन टाइम मिल गया है तो दोनों टाइम हो सकता है इसलिए इस ऑपरेशन को बजाय सिर्फ डिस्क रीड कहना तो यह हो सकता है कि एक डिस्क राइट भी हो तो एक और ऑपरेशन यह हो सकता है कि यह डिस्क पर राइट करने की कोशिश करेगा तो यह ऑपरेशन भी आवश्यक हो सकता है जब हमें यह पता चल जाता है कि कोई भी मेमोरी फ्रेम फ्री नहीं है तो यहां यह बात है कि इस तरह से डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम बन जाता है इसे इस विशेष सूत्र से नियंत्रित किया जाता है इसलिए आगे हम एक उदाहरण पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो हमें बताएगा कि यह ईएटी कैसे बढ़ सकता है मान लीजिए मेमोरी एक्सेस टाइम 200 नैनोसेकंड है और औसत पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 8 मिलीसेकंड है तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम 1 माइनस p गुणा 200 प्लस p गुणा 8 मिलीसेकंड होगा तो हम ऐसा करते हैं कि वहाँ एक ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ ब्रैकेट गायब है तो मूल रूप से इस सूत्र में यदि आप स्थानापन्न हैं तो यह 200 प्लस 7 p गुणा 7999800 हो जाता है अब यदि हम ऐसा करते हैं तो यह सब पेज फॉल्ट दर p पर निर्भर करता है इसलिए अगर हम यह मान लें कि 1000 में से एक मेमोरी एक्सेस औसतन एक पेज फॉल्ट का कारण बनती है तो यदि ये एक सिनेरियो है तब इफेक्टिव एक्सेस टाइम 82 मिलीसेकंड होगा तो जबकि मेमोरी एक्सेस का समय केवल 200 नैनोसेकंड था वर्चुअल मेमोरी वातावरण में प्रभावी मेमोरी एक्सेस का समय 82 माइक्रोसेकंड रहा है तो यह मेमोरी एक्सेस टाइम में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है तो यह 40 के कारक से धीमा है तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत ही उच्च पेज फॉल्टदर है ठीक इसलिए यदि हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस में गिरावट 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए तो इसलिए उस स्थिति में यह 10 200 मिली 200 नैनोसेकंड वास्तविक समय है तो अगर मैं 10 प्रतिशत गिरावट की अनुमति देता हूं तो यह 220 है तो यह पूरी अभिव्यक्ति 220 से कम होनी चाहिए या यह समीकरण को जन्म देती है कि p 05 000025 से कम होना चाहिए तो एक पेज फॉल्ट प्रति 400 1000 मेमोरी एक्सेस तो यह पेज फॉल्ट की बहुत कम दर है तो पेज फॉल्ट दर बहुत कम होनी चाहिए इसलिए यदि हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस में गिरावट बहुत कम हो तो यह वह उदाहरण है जो दिखाता है कि हमें कुछ करना है तो यह पेज फॉल्ट दर बहुत कम हो जाती है तो वास्तव में हमें यह सोचना होगा कि किसी प्रक्रिया के कितने पेज को लोड किया जाना है फिर हम किस पेज को मेमोरी में कैसे लोड करते हैं तो यह सब निर्णय इसलिए वे इस ईएटी प्रतियोगिता को प्रभावित करने जा रहे हैं और अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि ईएटी गिरावट होनी चाहिए तो पेज फॉल्ट दर भी बहुत कम होनी चाहिए इसलिए हम इस बात पर गौर करेंगे कि इस डिमांड पेजिंग इन्वायरमेंट में इसका पता कैसे चल सकता है इसलिए डिमांड पेजिंग तो यह एक ऑप्टिमाइजेशन है जो हम डिमांड पेजिंग एनवायरमेंट में कर सकते हैं जो हम सभी को यह पसंद है सबसे पहले एक ही डिवाइस पर भी स्वैप स्पेस IO फाइल सिस्टम IO की तुलना में ज्यादा फास्ट है तो हमें ऐसा करना होगा क्या हमें कहा जाता है कि स्वैप स्पेस जहां यह प्रोसेस पेज लोड किए गए हैं तो वे डिस्क में हैं अब इस विशेष डिस्क को स्वैप स्पेस या स्वैप डिस्क के रूप में जाना जाता है अब यह डिस्क भले ही ऐसा हो डिस्क में हमने कुछ हिस्से को स्वैप स्पेस के रूप में परिभाषित किया है और हमें दूसरा हिस्सा मिला है जो सामान्य फ़ाइल सिस्टम को रखता है अब उन्हें उसी डिस्क पर आयोजित किया जाता है इसलिए जब हम रॉ स्पीड की तुलना करने की कोशिश करते हैं तो दोनों के द्वारा दोनों प्रकार की क्षेत्रों तक का पहुंच है तो दोनों का टाइमिंग समान ही होगा हालाँकि हम जो कर सकते हैं वह इस स्वैप स्पेस के ब्लॉक आकार को फ़ाइल सिस्टम के ब्लॉक आकार से बड़ा बना सकता है तो ब्लॉक साइज का मतलब एक ट्रांसफर में है कि कितने बाइट्स मेन मेमोरी में ट्रांसफर होते हैं या जब आप मेमोरी से डिस्क में ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रति एक्सेस कितने बाइट्स ट्रांसफर होते हैं तो आम तौर पर मेरी फाइल सिस्टम के लिए हो सकता है कि ब्लॉक आकार शायद 4 किलो बाइट का हो और स्वैप स्पेस के लिए या 8 किलोबाइट का हो सकता है ठीक है और जैसा कि आप इस डिस्क I O पर जाते समय देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर ब्लॉक तक पहुँचने के लिए तो यह सीक टाइम है जब कोई लेटेंसी टाइम होता है जोकि आएगा और वस्तुतः वह टाइम है जो रीड राइट हेड के मेकेनिकल मूवमेंट के लिए आवश्यक समय लगता है तो यह एक प्रमुख समय है तो इसलिए जब डिस्क हेड को उचित सेक्टर में संरेखित किया जाता है डेटा ट्रांसफर शुरू होता है और यह बहुत तेज़ होता है तो अगर मेरे ब्लॉक का आकार छोटा है इसका मतलब है मुझे ऐसा करना होगा कि डिस्क हेड को कई बार संरेखित करना होगा इसलिए यदि स्वैप स्पेस का ब्लॉक साइज फाइल सिस्टम से दोगुना है तब स्वाभाविक रूप से उस रीड राइट हेड एलाइनमेंट की संख्या उस केस का आधा होगा जो हमें फाइल सिस्टम में मिला है तो ज्यादातर स्वैप स्पेस आवंटित किया जाता है इसलिए यह डिस्क रीड राइट हेड अलाइनमेंट फाइल सिस्टम की तुलना में कम और कम प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं हम सिस्टम को और अधिक सरल बनाते हैं फाइल सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि फाइल आसानी से सुलभ हो इसलिए किसी विशेष फ़ाइल को खोजते हुए किसी विशेष फ़ाइल तक पहुँचना इसलिए यह इसे जटिल बनाता है और इस फाइल सिस्टम को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि यह इन तक पहुंच या खोज आसान हो जाए जबकि स्वैप के मामले में स्वैप स्पेस ऐसा नहीं है इसलिए हमें प्रोसेस के लिए संबंधित ब्लॉकों का पता लगाना होगा तो हम इसे इस तरह रख सकते हैं और यह अस्थायी है एक बार प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी ब्लॉकों को रिलीज कर दिया जाएगा ठीक है इसलिए हमें इसे हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है फाइल सिस्टम के विपरीत जहां एक फाइल काफी अच्छी मात्रा में कुछ समय के लिए रहती है या शायद सिस्टम के पूरे जीवनकाल के लिए तो इस तरह से फ़ाइल सिस्टम को प्रबंधित करना अधिक मुश्किल है और इसे स्वैप स्पेस को प्रबंधित करने की तुलना में अधिक कुशल होना चाहिए इसलिए स्वाभाविक रूप से यह स्वैप स्पेस मैनेजमेंट सरल होता है तो एक्सेस तेज होती है तो स्वैप स्पेस I O फाइल सिस्टम IO से तेज होता है भले ही वे एक ही डिस्क पर स्थित हों फिर दूसरी बात यह है कि प्रोसेस लोड टाइम पर पूरी प्रोसेस इमेज को स्वैप स्पेस पर कॉपी करें तो क्या किया जाता है जैसे अगर यह मेरी डिस्क है तो मुझे मेरी डिस्क में प्रोसेस मिल गया हैवहां कुछ प्रोग्राम है माना कि प्रोग्राम abc है तो यह abc abc का एग्जीक्यूटेबल वर्जन है तो यह डिस्क के फाइल सिस्टम में है अब हम क्या करते हैं कि शुरुआत में इस पूरे एबीसी को स्वैप स्पेस पर भी कॉपी किया जाता है ताकि शुरू करने के बाद जो कुछ भी कॉपी या रीड राइट किया जाता है तो वे सिर्फ स्वैप स्पेस से बने होते हैं इसलिए हमें डिस्क में मूल फ़ाइल एबीसी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा ही फ़ाइल सिस्टम में इसलिए प्रोसेस लोड करने के समय पर पूरे पेज प्रोसेस इमेज को स्वैप स्पेस पर कॉपी करें तो यह स्थिति बनाता है कि भविष्य में हम स्वैप स्पेस से सीधे एक्सेस कर सकते हैं केवल हमें फाइल सिस्टम को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए स्वैप स्पेस में पेज को इन और आउट करते हैं इसलिए जहां भी हमें इसकी आवश्यकता होती है डिस्क पर वापस पेज को राइट करने की आवश्यकता होती है इसलिए हम स्वैप स्पेस में राइट करते हैं और जब भी हमें डिस्क से एक पेज को लोड करने की आवश्यकता होती है तो हम वास्तव में इसे स्वैप स्पेस से लोड करते हैं और इसका उपयोग बीएसडी यूनिक्स के पुराने संस्करण में किया गया था दूसरी बात अन्य प्वाइंट जो हमें नोट करना है वह डिमांड तेज है डिस्क पर प्रोग्राम बाइनरी से डिमांड पेजिंग फ्रेम को फ्री करते समय पेजिंग आउट करने के बजाय छोड़ दें इसलिए डिमांड पेज का अर्थ है कि हम प्रोसेस के सभी पेज की प्रतिलिपि नहीं बनाते हैं इसलिए केवल कुछ पेज लोड किए जाते हैं और जब इसकी मांग की जाती है तो यह डिस्क से कॉपी किया जाता है तो इस तरह से यह डिस्क पर बाइनरी प्रोग्राम से है इसलिए उन्हें कॉपी किया जाता है लेकिन उसके बाद यदि पेज की आवश्यकता नहीं है इसलिए आप इसे वापस नहीं राइट करते हैं इसलिए जब तक और जब तक यह पूरी तरह से आवश्यक नहीं है हम मेमोरी फ्रेम को सेकेंडरी स्टोरेज में संबंधित पेज पर वापस नहीं राइट करते हैं तो इसका उपयोग सोलारिस और बीएसडी के वर्तमान संस्करण में किया जाता है फिर भी इसे स्वैप स्पेस में राइट करने की आवश्यकता होती है क्योंकि पेज स्टैक या हीप जैसी फाइल से जुड़ा नहीं है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डिस्क में किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल संस्करण लेते हैं तब हमारे पास लोकल वेरिएबल तथा डायनेमिक वेरिएबल जैसे यह दो स्पेस नहीं होते हैं इसलिए उस समय वे अनुपस्थित रहते हैं तो कहां पर उसके अनुरूप कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं होता है तो लेकिन जब प्रोसेस शुरू होता है तो इसके इस स्टैक तथा हीप इसलिए उन्हें भी स्पेस आवंटित किया जाता है इसलिए इस तरह से यह उपयोगी है इसलिएयह वे वे ब्लॉक हैं जिन्हें स्वैप स्पेस पर भी राइट करना हैं ओके तो पेज एक फाइल से संबंधित नहीं है इसलिए इनको राइट करने की आवश्यकता है और क्योंकि एग्जीक्यूटेबल वर्जन में हम इसे एनोनिमस मेमोरी कहते हैं तो यह अस्तित्वहीन पेज को मेमोरी में संशोधित किया जाता है लेकिन अभी तक फाइल सिस्टम में वापस राइट नहीं किया गया है इसलिए कुछ मानों को संशोधित किया गया है लेकिन यह अभी तक डिस्क पर राइट नहीं किया गया है तो इसलिए वे पेज यदि हम स्वैप आउट करना चाहते हैं तो उन पेज को स्वैप स्पेस पर राइट किया जाना है तो इस तरह से हमें अभी भी इसे डिस्क स्पेस पर राइट करना होगा ओके कुछ तो जो वहाँ होना है इसलिए हम इस स्वैप स्पेस को एक साथ छोड़ नहीं सकते हैं तो जिस तरह के दृष्टिकोण का हम पालन करते हैं इसी तरह का डिमांड पेजिंग मोबाइल सिस्टम में भी होता है आमतौर पर मोबाइल सिस्टम स्वैपिंग को सपोर्ट नहीं करता है इसके बजाय फाइल सिस्टम से पेज की डिमांड करता है और रीड ओनली पेज की मांग करता है जैसे कोड का तो यह मोबाइल उपकरणों में हमारे पास बहुत बड़ी डिस्क नहीं है इसलिए ऐसा है हम स्वैपिंग का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो यह सीधे फाइल सिस्टम से बनाया गया है और जैसे कि रीड ओनली पेज तो जिन्हें ओवर राइट किया गया है क्योंकि उनको वापस से डिस्क पर राइट करने की आवश्यकता नहीं है फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जो हमारे पास है वह है कॉपी ऑन राइट तो कॉपी ऑन राइट पेरेंट्स एवं चाइल्ड दोनों प्रोसेस को शुरू में मेमोरी में एक ही पेज को साझा करने की अनुमति देता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो इसलिए वहां फोर्क सिस्टम कॉल निष्पादित किया जाता है फिर यह पेरेंट्स एवं चाइल्ड प्रोसेस समान कोड साझा करते हैं ओके इसलिए वे शुरुआत में समान पेज को शेयर करते हैं और मेमोरी में यदि इनमें से कोई भी प्रोसेस शेयर्ड पेज को मॉडिफाई करता है तो ही पेज को कॉपी किया जाता है इसलिए जब भी पेज के पर वैध ऑपरेशन होता है तो तब एक कॉपी बनता है तो राइट तरह के सिद्धांत पर यह कॉपी है इसलिए यह उपयोगी है इसलिए यदि दोनों ही प्रोसेस सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन करते हैं वे कोई राइट ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए दोनों ही प्रोसेस एक साथ चालू रह सकता है लेकिन यदि कोई प्रोसेस कुछ संशोधित करना चाहता है तो एक समस्या है और उस मामले में हमें एक नया पेज बनाना होगा और प्रोसेस को आवंटित करना होगा तो इस तरह से साझा किए गए पेज संशोधित होते हैं इसलिए सिर्फ तभी पेज को सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी किया जाता है यह कॉपी ऑन राइट अधिक कुशल प्रोसेस निर्माण की अनुमति देता है क्योंकि केवल संशोधित पेज कॉपी किए जाते हैं तो अन्य पेज नहीं होंगे कॉपी नहीं की जाएगी इसलिए उन्हें साझा किया जाएगा आम तौर पर डिमांड पेज के समय फ्री पेज को 0 के पूल से आवंटित किया जाता है इसलिए ऐसे पेज जिसके कंटेंट में कुछ नहीं है का आवंटन करने से पहले जांच कर ले इसलिए फ्री पेज आवंटित किए जाएंगे इसलिए हमारे पास फ्री पेजों का कुछ पूल होना चाहिए और फिर जब भी इस फ्री पेज के लिए कोई मांग आती है तो उसके लिए तो यह उस पूल से आवंटित किया गया है पूल में हमेशा फास्ट डिमांड पेज निष्पादन के लिए मुफ्त फ़्रेम होना चाहिए और ऐसे में पेज को फ्री करने के साथ ही पेज फॉल्ट के चलते अन्य प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए चूंकि वे एक फ्री पूल से आ रहे हैं इसलिए हमें उस विशेष फ्रेम को राइट करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए डिमांड पेज की तेज एग्जीक्यूशन हेतु पूल में हमेशा ही फ्री फ्रेम को उपस्थित होना चाहिए इसलिए अगर हमारे पास फ्री फ्रेम है तो स्वाभाविक रूप से हमें कुछ भी वापस राइट करने की जरूरत नहीं होगी और यदि हम किसी फ्रेम को फ्री नहीं करना चाहते हैं साथ ही पेज फॉल्टकी वजह से अन्य प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो हमें राइट बैक करने की आवश्यकता नहीं है फिर यह एक vfork है जो इस fork प्रणाली कॉल का एक रूपांतर है जो पेरेंट्स को सस्पेंडेड रखता है और चाइल्ड पैरंट के ऐड्रेस स्पेस की कॉपी को यूज करता है तो यह पेरेंट्स प्रोसेस निलंबित हो जाएगा और चाइल्ड प्रोसेस यह एड्रेस स्पेस राइट करने पर एक कॉपी का उपयोग करेगा इसलिए मूल रूप से अगर उस मामले में केवल एक राइट है यह पैरेंट एड्रेस स्पेस एक नए पेज के लिए कॉपी किया जाएगा और चाइल्ड इसे संशोधित करेगा अन्यथा चाइल्ड सिर्फ पैरेंट एड्रेस स्पेस को मॉडिफाई करेगा इसलिए चाइल्ड कॉल एक्ज़ीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए चाइल्ड प्रोसेस एक्ज़ीक्यूट को भी कॉल कर सकता है और यदि इसे एक्ज़ीक्यूट किया जाता है तो यह पूरा एड्रेस स्पेस चाइल्ड के द्वारा ओवर राइट किया जाता है इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें चाइल्ड के लिए अलग एड्रेस स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है और यह बहुत ही प्रभावी है क्योंकि इस मेमोरी को कॉपी या अन्य चीजों की जरूरत नहीं है तो आगे हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है तो प्रोसेस से पहले मान लें कि एक पेज C को संशोधित किया जाता है तो प्रोसेस एक और प्रोसेस 2 इसलिए वे पेज A पेज B और पेज C पेज साझा कर रहे थे इसलिए वे पेज टेबल हैं जो वे उसी तरह उसी पर इंगित कर रहे हैं और प्रोसेस वन पेज C को मॉडिफाई करता है उसके बाद फिर हमें उसे पेज C की एक प्रति देनी होगी तो पेज C की एक कॉपी दे दी जाती है और यह पेज टेबल प्वाइंटर कॉपी को पॉइंट करेगा जबकि मूल प्रोसेस तो यह ओरिजिनल पेज को पॉइंट करता है तो यह राइट तरह के सिद्धांत की कॉपी है इसलिए इस मामले में एक बार कॉपी करने के बाद हमें एक बार ऑपरेशन करना होगा या एक पेज को संशोधित करना होगा इसलिए हमें उसकी एक कॉपी बनानी होगी इस वर्चुअल पेज एनवायरनमेंट या डिमांड पेजिंग एनवायरनमेंट में अगला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पेज रिप्लेसमेंट की अवधारणा है इसलिए पेज रिप्लेसमेंट का मतलब है जब हम एक नया पेज फ्री फ्रेम में लोड करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है ऐसा हो कि कोई फ्रेम फ्री न हो तो उस स्थिति में हमें पेजो में से एक का चयन करना होगा जो वर्तमान में मेमोरी से बाहर निकालने के लिए कुछ मेमोरी फ्रेम पर कब्जा कर रहा है और कुछ नए फ़्रेम को एक नया पेज उस विशेष फ़्रेम को आवंटित किया जाता है इसलिए यह पेज रिप्लेसमेंट तब होता है जब पेज फॉल्ट होता है और हमें वांछित पेज को मेमोरी में लाने की आवश्यकता होती है तो यह पेज फॉल्ट है तो यह पेज रिप्लेसमेंट है उस समय इसकी आवश्यकता होगी और तब जब फ्री फ्रेम उपलब्ध नहीं होगा तो इस स्थिति के तहत ऐसा है हमें यह पेज रिप्लेसमेंट करना ही होगा तो पेज रिप्लेसमेंट की नीति मेमोरी में कुछ पेज ढूंढना है लेकिन वास्तव में उपयोग में नहीं है इसलिए इसे पेज आउट करें तो मूल रूप से स्थिति इस तरह से है कि यह मेमोरी में है तो हमें मालूम है कि प्रोसेस ने नया पेज मांगा हैलेकिन यह सब मेमोरी फ्रेम है तो यह पहले से ही व्यस्त हैं यह पहले से ही अन्य प्रोसेस के वैध पेज से व्यस्त हैं अब यहां फ्री फ्रेम नहीं है अब हमें इन पेजों में से एक पेज को विक्टिम पेज की तरह सेलेक्ट करना होगा और जिस पेज को हमारे द्वारा चुना जाता है उस पेज को स्वैप आउट कर लिया जाता है और परिणाम स्वरूप यह पेज फ्री हो जाता है और अब हम नए पेज को लोड करने में सक्षम हो जाते हैं तो यह पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है इसलिए मेमोरी में कुछ ऐसे पेज को ढूंढा जाता है जोकि आइडियल है जोकि अभी यूज़ में नहीं है तो यह मेमोरी में उपलब्ध है परंतु यह किसी प्रोसेस के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है यदि हम ऐसे किसी पेज को ढूंढने में सफल होते हैं तब हम इससे वापस से स्वैप स्पेस में रख देते हैं और उस फ्रेम को फ्री कर देते हैं और अब हम नए पेज को उस विशेष फ्रेम में लोड कर सकते हैं इसलिए इस फ्रेम को फ्री किया जाए इसके लिए हमें एक एल्गोरिदम की आवश्यकता पड़ेगी तो यह बहुत ही आवश्यक मुद्दा है कि हम किस प्रेम को फ्री करना चाहते हैं इसलिए यह देखा जाएगा और परफॉर्मेंस को भी हम ऐसा एल्गोरिथ्म चाहते हैं जिससे कि पेज फॉल्ट की संख्या न्यूनतम हो इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने देखा है कि यह पेज फाल्ट की संख्या है यह सिस्टम के परफॉर्मेंस को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला है तो यह किया जाना चाहिए तो यह प्रभावी एक्सेस टाइम बहुत अधिक नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए इसके लिए यह पेज फाल्ट दर कम होनी चाहिए इसलिए यह पेज रिप्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए हम ऐसे पेज को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता होगी इसलिए आदर्श रूप में मुझे भविष्य को देखने में सक्षम होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि निकट भविष्य में किस पेज को फिर से रेफर नहीं किया जाएगा तो उस विशेष पेज को मेमोरी से हटा दिया जा सकता है और संबंधित फ्रेम को नए पेज को लोड करने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में देखना संभव नहीं है इसलिए हमारे पास कुछ और यथार्थवादी एल्गोरिदम होना चाहिए और यह स्वाभाविक रूप से सिस्टम परफारमेंस को प्रभावित करेगा कुछ पेज को मेमोरी में लाया जा सकता है कई बार एक ही पेज को कई बार मेमोरी में लाया जा सकता है इसलिए ऐसा हो सकता है इसलिए इस समय हमने देखा है कि यह पेज 1 था यह पेज 1 था तो यह पेज 2 पेज 3 पेज 4 जैसा है अब इस पेज 2 को हमने स्वयं आउट कर लिया है अब ऐसा हो सकता है कि तुरंत इसके बाद ही तो फिर से एक मेमोरी एड्रेस का रिफरेंस होगा जोकि पेज 2 में हैं इसलिए फिर से पेज 2 का रिफरेंस है इसलिए चूंकि पेज 2 अब मेमोरी में मौजूद नहीं है इसलिए पेज फॉल्ट होगा तो फिर से पेज फॉल्ट को सर्विस किया जाना होगा और उस पेज को फिर से मेमोरी में लाने में समय लगेगा फिर से एक और फ्री फ्रेम निर्धारित करना होगा जिसके पेज को स्वैप स्पेस में वापस से राइट किया जा सकता है और वहां हम पेज 2 को लोड कर सकते हैं तो इस तरह से वही पेज बाहर हो सकता है जो मेमोरी से बाहर हो गया था कुछ समय बाद मेमोरी में वापस आ सकता है तो यह कई बार हो सकता है तो एक ही पेज का कई बार स्वैप आउट और स्वैप इन हो सकता है तो अगर वह बात होती है इसलिए यदि हम इस मुख्य मेमोरी से बाहर जाने वाले पेज के बारे में बहुत विवेकपूर्ण नहीं हैं तो क्या हो सकता है कि यह बहुत जल्द ही हम बहुत सारे पेज फॉल्ट उत्पन्न करेंगे ठीक है तो कई एल्गोरिदम हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इनका उपयोग विक्टिम पेज के चयन के लिए किया जाता है लेकिन जो कुछ भी हमारा अपना उद्देश्य हैं वह पेज फॉल्ट की संख्या को कम करना है इसलिए हम अगली कक्षा में इन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे